अनुपात में विशेष गिरावट आई है यह181 हां और यह अनुपात विशेष रूप से मार्च 2016 से कम हो गया है और फिर यह कांस्टेंट हो गया है जो कि066 है ध्यान से देखें तो वास्तव में उनकी बिक्री में बहुत अधिक वृद्धि के बिना उनकी स्थाई संपत्ति में काफी वृद्धि हुई है विक्रय में गिरावट आई है और अब विक्रय लगातार बढ़ रहा है लेकिन यह काफी पेचीदा कंपनी है इसलिए हम सीधे कुछ भी नहीं जान सकते वह नई स्थाई संपत्तियों का निर्माण कर सकते हैं लेकिन वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अभी पता चलता है कि उनके उपयोग की कार्यकुशलता कुछ कम हो गई है अब हम रिटर्न ऑन असेट्स जोकि ROTA के नाम से प्रसिद्ध है जहां हम यह गणना करने की कोशिश करेंगे की कुल संपत्ति का उपयोग लाभ उत्पन्न करने के लिए कैसे किया जाता है इसलिए हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वह कौन सा लाभ उत्पन्न करने में सक्षम है